अब हम BIST पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हमारे पिछले व्याख्यान में यदि आप याद करते हैं कि हम सूडो रेंडम पैटर्न जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे और हम इस तरह के सर्किट निर्माण के लिए पैटर्न बनाने के लिए LFSR का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब हमने यह भी कहा है कि LFSR टेस्ट पैटर्न बहुत सस्ते हैं इस अर्थ में कि टेस्ट जनरेशन के लिए आवश्यक हार्डवेयर यदि बहुत सरल हैं तो वे चिप की अधिकतम रेटेड फ्रीक्वेंसी पर चल सकते हैं ताकि हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी को उस दर पर लागू कर सकें जो हम रेटेड क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर पैटर्न लागू कर सकते हैं जो कई देरी संबंधी दोषों का पता लगाने में भी मदद करता है इसलिए आज हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं और BIST आर्किटेक्चर के शेष भाग को देखते हैं हमने अभी तक देखा है कि टेस्ट के तहत एक सर्किट एक लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर से सूडो रेंडम पैटर्न से कैसे उत्साहित हो सकता है लेकिन मान लीजिए मेरे पास 100 इनपुट के साथ एक सर्किट है और मैं 1 मिलियन या 1 बिलियन पैटर्न आवेदन कर रहा हूं इसलिए मेरे पास आउटपुट रिस्पांसस के 1 बिलियन सेट होंगे यहां मैं उन 1 मिलियन सेटों के साथ क्या करता हूं इसलिए हम वास्तव में एक रॉम या किसी प्रकार की मेमोरी में सभी रिस्पांस ओं को स्टोर करने और उन्हें वेक्टर बाय वेक्टर की तुलना करने के लिए नहीं कर सकते हैं यह बहुत महंगा होगा ठीक है तो जो किया जाता है वह यह है कि कुछ विधि का उपयोग करके आपको टेस्ट रिस्पांसस के आकार को कम और कम करने योग्य मात्रा में कम करना होगा इससे पहले कि हम वास्तव में संबंधित फाल्ट फ्री वैल्यू के साथ तुलना कर सकें तो यहाँ यही उद्देश्य है तो हम टेस्ट रिस्पांस कॉम्पेक्शन के बारे में बात करते हैं अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कैसे कॉम्पेक्शन कंप्रेशन से भिन्न होता है कॉम्पेक्शन और कंप्रेशन एक ही चीज नहीं हैं इसलिए मैंने अभी कहा है कि टेस्ट के तहत सर्किट तब होता है जब आप टेस्ट डेटा को लागू कर रहे हैं रिस्पांसस डेटा के विशाल संस्करणों को उत्पन्न कर सकती हैं जैसे एक उदाहरण 5 मिलियन पैटर्न लागू होते हैं 200 आउटपुट होते हैं तो आप रिस्पांस के 1 बिलियन बिट्स में उधार दे रहे हैं तो आप वास्तव में चिप पर एक ROM में इतने सारे बिट्स स्टोर नहीं कर सकतेऔर ना ही टेस्ट के दौरान तुलना कर सकते हैं इसलिए इन बिलियन बिट्स को कम करने के लिए किसी तरह का कॉम्पेक्शन करना बिल्कुल अनिवार्य है अब आप कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस 1 बिलियन बिट्स के साथ शुरुआत करनी है मुझे सहमत होना है लेकिन कॉम्पैक्ट यह कितना क्या 1 बिलियन से 1 मिलियन होना चाहिए 10000 1000 यह संख्या क्या होगी हम कुछ सैद्धांतिक औचित्य का उपयोग करते हुए देखेंगे व्यावहारिक रूप से कॉम्पेक्शन इस तरह से किया जाता है कि उत्पन्न होने वाला अंतिम वैल्यू सिर्फ 32 बिट या 64 बिट संख्या है इसलिए 1 बिलियन से हम केवल 32 बिट्स या 64 बिट्स पर आते हैं इसलिए यह एक विशाल कॉम्पेक्शन है जिसे हम देखेंगे यहां एक मुद्दा है जो उठता है इसलिए हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं तो कॉम्पेक्शन का मतलब है हम किसी तरह की एक से एक मैपिंग कर रहे हैं जैसे हम एक बड़े सेट को छोटे सेट में मैप कर रहे हैं हम कहते हैं कि यह सभी संभावित रिस्पांसस का सेट है और यह कॉम्पैक्ट जानकारी का सेट है इसलिए मैंने अभी जो उदाहरण दिया है मैंने कहा है कि हम संभवतः 1 बिलियन बिट्स डेटा को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं जिसे हम 32 या 64 बिट्स डेटा कहते हैं यह एक विशाल कॉम्पेक्शन है अब मैं क्या करता हूं मुझे पता है कि बिना किसी फॉल्ट के मेरे सर्किट के लिए मेरी अच्छी कॉम्पैक्ट जानकारी क्या होनी चाहिए जो मैं कहता हूं कि यह मेरा गोल्डन सिग्नेचर है यह मेरा गोल्डन सिग्नेचर है जब मेरा टेस्ट प्रयोग किया जाता है तो मैं अपने गोल्डन सिग्नेचर के खिलाफ अपनी कंपैक्टेड इनफॉरमेशन की तुलना करता हूं लेकिन यहाँ समस्या यह है क्योंकि मैं मैनी टू वन तरह की मैपिंग कर रहा हूं 10 टू दी पावर 9 चीजें 64 चीजों में मैप हो रही है तो कई संभावित रिस्पांसस को भी उसी गोल्डन सिग्नेचर में मैप किया जा सकता है इसलिए कुछ त्रुटियां गोल्डन सिग्नेचर में मैप हो सकती हैं और जो फॉल्ट हैं वे अनिर्धारित हो जाएंगे हां हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं कुछ फॉल्ट अनिर्धारित हो जाएंगे लेकिन इसकी संभावना क्या है हम इसका मूल्यांकन बाद में करेंगे तो यह हम कह रहे हैं कि गोल्डन सिग्नेचर चिप पर संग्रहीत हैं कई फॉल्ट्स में से कुछ की मैपिंग करने से कुछ अनपेक्षित हो सकते हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि इसके लिए क्या संभावना है इसलिए हम पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाओं को देखते हैं यह अलायसिंग वह चीज है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे यह अलायसिंग घटना है कि फाल्ट की उपस्थिति में सिग्नेचर गोल्डन सिग्नेचर के साथ मेल खाता है और इसलिए फाल्ट अनिर्धारित हो जाती है तो मेरे पास एक सर्किट है मैं उन 1 बिलियन पैटर्न को लागू करता हूं मुझे 64 बिट्स के सिग्नेचर मिलते हैं मैं अपने अच्छे सिग्नेचर के साथ इसकी तुलना करता हूं मैं कहता हूं कि एक मैच है लेकिन ऐसा हो सकता है कि सर्किट में कुछ खराबी थी लेकिन किसी भी तरह अंतिम सिग्नेचर समान रहे क्योंकि यह मानी टू 1 मैपिंग है अब हम कॉम्पेक्शन और कंप्रेशन के बीच अंतर करते हैं कॉम्पेक्शन एक तंत्र है जो बिट्स की संख्या को काफी कम करता है जैसे कि हमने 10 टू दी पावर 9 टू 32 या 64 का उल्लेख किया है इससे जानकारी का नुकसान काफी स्पष्ट रूप से होता है क्योंकि इस 32 बिट्स से हम वापस नहीं जा सकते और इस 10 टू दी पावर 9 तक मूल रिस्पांसस पुनर्प्राप्त कर सकते हैं यह एक तरह से मैपिंग है लेकिन कंप्रेशन में जो हम सामान्य रूप से अपने कंप्यूटर में उपयोग करते हैं हम ज़िप करते हैं हम अपनी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए rar करते हैं यह एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है हम कंप्रेशन करते हैं हम फिर से अपने मूल में वापस आने के लिए एक अनकंप्रेशन कर सकते हैं तो कंप्रेशन बिट्स की संख्या को भी कम करता है लेकिन यह बहुत कम नहीं करता है लेकिन कोई सूचना का नुकसान नहीं है हम प्रक्रिया को उल्टा कर सकते हैं कंप्रेशन की एक प्रक्रिया है डीकंप्रेशन या अनकंप्रेशन की एक प्रक्रिया है अब जब मैं रिस्पांस कॉम्पेक्शन के बारे में बात करता हूं और यहां फिर से हम LFSR का उपयोग कर रहे हैं तो 2 व्यापक दृष्टिकोण संभव हैं एक जहां हम एक सिंगल सीरियल बिट स्ट्रीम को एक कम्पेक्टर में कॉम्पैक्ट करते हैं इसे सिग्नेचर विश्लेषण कहा जाता है और हार्डवेयर को सिग्नेचर विश्लेषक कहा जाता है और एक विकल्प के रूप में कई सीरियल बिट स्ट्रीम को कंपैक्टेड किया जा सकता है जैसे इसे मल्टी इनपुट सिग्नेचर रजिस्टर कहा जाता है मैं सिर्फ आपको योजनाबद्ध तरीके से दिखा रहा हूं मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें कई इनपुट हैं लेकिन एक आउटपुट हैं इसलिए मैं इनपुट साइड पर जो कर सकता हूं मैं कुछ रेंडम पैटर्न उत्पन्न करने के लिए एक LFSR का उपयोग कर सकता हूं और इसे यहां फ़ीड कर सकता हूं और यहां आउटपुट पक्ष पर मैं फिर से एक विशेष प्रकार के LFSR का उपयोग करता हूं जो यहां से सीरियल डेटा को स्वीकार करेगा और यह यहां कॉम्पेक्शन करेंगे लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है कई इनपुट हैं और कई आउटपुट भी हैं इसलिए यहां मैं एक LFSR का उपयोग कर सकता हूं और यहां मैं हर आउटपुट के साथ एक ऐसे LFSR का उपयोग कर सकता हूं लेकिन यह एक महंगा समाधान होगा लेकिन मैं जो उपयोग करता हूं मैं एक विशेष प्रकार के LFSR का उपयोग करता हूं जो कई इनपुट कई इनपुट सिग्नेचर रजिस्टर ले सकता है इसलिए मैं एक साथ कई आउटपुट डेटा को कॉम्पैक्ट करता हूं यही मुख्य अंतर है तो चलिए सबसे पहले LFSR आधारित सिग्नेचर एनालाइजर पर नजर डालते हैं जो सिंगल बिट स्ट्रीम को कॉम्पैक्ट कर सकता है तो प्रक्रिया साइक्लिक रिडंडेंसी कोड जनरेटर के समान है गणितीय रूप से हम यहां क्या करते हैं मूल रूप से हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से विभाजित कर रहे हैं और रिमाइंडर ले रहे हैं अब आप किसी भी बिट पैटर्न को देखते हैं आइए हम कहते हैं कि मैं थोड़ा पैटर्न लिखता हूं 1 0 1 1 0 0 1 अब बिट पैटर्न को इस तरह पॉलिनॉमियल के रूप में भी दर्शाया जा सकता है कि हर बिट स्थिति को पॉलिनॉमियल का गुणांक x टू दी पॉवर 0 x टू दी पॉवर 1 x टू दी पॉवर 2 x टू दी पॉवर 3 x टू दी पॉवर 4 x टू दी पॉवर 5 के रूप में माना जा सकता है तो यह बिट पैटर्न हम इसे एक पॉलिनॉमियल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं बस 1s को लो एक्स टू दी पावर 5 प्लस टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो किसी भी बायनरी बिट स्ट्रीम को पॉलिनॉमियल के रूप में दर्शाया जा सकता है तो यहाँ आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक पॉलिनॉमियल को एक और पॉलिनॉमियल से विभाजित कर रिमाइंडर ले जोकि साइक्लिक रिडंडेंसी कोड और इस केस में हमारा सिग्नेचर होगा तो हम डेटा बिट्स को ट्रीट करते हैं जो सर्किट के आउटपुट से घटते क्रम में गुणांक पॉलिनॉमियल के रूप में वैसे ही निकल रहे हैं जैसा मैंने उल्लेख किया था किसी भी बिट स्ट्रीम को एक पॉलिनॉमियल माना जा सकता है तो अनिवार्य रूप से यह विधि क्या करती है मेरे पास एक इनपुट पॉलिनॉमियल है जो आउटपुट बिट स्ट्रीम है जो सर्किट उत्पन्न करता है हम इसे LFSR की करैक्टरस्टिक पॉलिनॉमियल से विभाजित करते हैं और सभी बिट पैटर्न के फीड होने के बाद जो कुछ भी LFSR मैं जो कुछ भी बचता है वह सिग्नेचर है और विभाजन के बाद का रिमाइंडर है और उस रिमाइंडर को हम सिग्नेचर के रूप में बुलाते हैं तो हम अंत में अच्छे सर्किट के लिए दोषों की अनुपस्थिति में अच्छे रिमाइंडर के साथ इस रिमाइंडर की तुलना कर रहे हैं इसलिए अच्छे मशीन सिग्नेचर को एक प्राथमिकता की गणना की जानी चाहिए और एक ROM में संग्रहीत किया जाना चाहिए ताकि प्रयोग के बाद हम सही तुलना कर सकें तो हम यहां एक उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास एक 5 बिट LFSR है जैसा कि यहां दिखाया गया है तो करैक्टरस्टिक पॉलिनॉमियल यदि आप यहाँ गुणांक को देखते हैं तो यह इस तरह होगा 1 x x घन और x 5 और इनपुट बिट स्ट्रीम मान लें कि बिट्स इस तरह आ रहे हैं तो इनपुट पॉलिनॉमियल यदि आप इसे देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 यह x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 1 हो जाएगा इसलिए इनपुट पॉलिनॉमियल x 7 के रूप में माना जा सकता है x क्यूब प्लस एक्स तो हमें इस पॉलिनॉमियल द्वारा इस बहुपद को विभाजित करना है और ये LFSR के आउटपुट हैं आइए देखते हैं लेकिन यहां हमें आउटपुट की वास्तव में आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां हम किसी प्रकार का कंप्रेशन कॉम्पेक्शन कर रहे हैं इसलिए हम PX द्वारा FX को विभाजित कर रहे हैं और रिमाइंडर ले रहे हैं इसलिए यदि आप इसे हाथ से करते हैं तो मोडुलो 2 डिवीजन आप जांच सकते हैं कि रिमाइंडर X क्यूब प्लस X स्क्वायर प्लस 1 के रूप में आ रहा है हमें देखते हैं लेकिन क्या यह हार्डवेयर भी एक ही चीज़ उत्पन्न करता है तो हम इसे इस तरह के इनिशियल सीड के साथ लोड करते हैं इसलिए हम चरण दर चरण की प्रक्रिया को सिमुलेट करते हैं लोड करेंगे नोटिस का बिंदु यह है कि शुरू में हम इसे सभी 0 पैटर्न सभी 0 के साथ लोड करते हैं फिर हम बिट्स के इस क्रम को 1 0 0 0 1 से LFSR में लागू करते हैं और रिस्पांस के आधार पर कुछ बिट्स तदनुसार संशोधित हो जाएंगे इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस पर काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये पैटर्न मेल खा रहे हैं इसलिए सभी बिट पैटर्न लागू होने के बाद जो डेटा चिप रजिस्टर में रहता है वह 1 0 1 1 0 है यह बिट्स इनपुट पॉलिनॉमियल X 7 प्लस X 3 प्लस X 1 के अनुरूप है और जो रिमाइंडर है वह X 3 प्लस X 2 प्लस X 1 माना जाता है इसलिए जो हमने सरल उदाहरण के साथ दिखाया है वह यह है कि LFSR संरचना का यह विशेष प्रकार वास्तव में एक पॉलिनॉमियल को एक पॉलिनॉमियल से विभाजित कर सकता है और रिमाइंडर की गणना कर सकता है इस अवधारणा का उपयोग CRC कोड जनरेशन में किया जाता है और वर्तमान संदर्भ में हम इसका उपयोग कर रहे हैं हम इसे सिग्नेचर जनरेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं तो यह पता लगाने के लिए कि क्या फ़ाल्ट्स हो रहा है या नहीं है अब महत्वपूर्ण हिस्सा आता है तो क्या संभावना है कि एक पार्ट फाल्ट हुई है लेकिन हम इसका पता लगाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि यह सही सिग्नेचर से मेल खाता है तो आइए हम कुछ मान्यताओं के आधार पर एक सरल गणना करें तो हम मानते हैं कि m बिट्स की संख्या है जिसे आप कंप्रेस या कॉम्पैक्ट कर रहे हैं और n LFSR लेंथ है इसलिए जाहिर है m n की तुलना में बड़ा होगा m बहुत बड़ा है तो हमारा मतलब है कि हम वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं हमारे पास एक m बिट स्ट्रीम है यह आपके सर्किट के आउटपुट से आ रहा है आप इसे LFSR में एक n बिट स्ट्रीम में मैप कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहाm n की तुलना में बहुत अधिक है अब क्या मतलब है अगर मैं m बिट स्ट्रीम के बारे में बात करता हूं तो हम इसे इस तरह से वापस करते हैं क्योंकि सर्किट में कुछ त्रुटि या गलती के कारण यह m बिट स्ट्रीम कुछ अलग हो जाएगा तो संभावित m बिट स्ट्रीम क्या हैं 2 टू दी पावर m संभव m बिट स्ट्रीम हैं इसी तरह से 2 टू दी पावर n संभव n बिट स्ट्रीम हैं और उनमें से एक अच्छी स्ट्रीम है इसी तरह यहां एक अच्छा सिग्नेचर है यह है जो हम इस स्लाइड में यहां बता रहे हैं इसलिए हम संभावित इनपुट संयोजनों की संख्या को 2 टू दी पावर m के संभावित सिग्नेचर 2 टू दी पावर n के लिए कह रहे हैं की इनमें से एक अच्छा है और इनमें से एक सिग्नेचर अच्छा या गोल्डन सिग्नेचर है इसलिए हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह इनपुट 2 टू दी पावर m पैटर्न सिग्नेचर के बीच समान रूप से वितरित किया गया है तो 2 टू दी पावर m पैटर्न हैं जो 2 टू दी पावर n में 2 से मेल खा रहे हैं तो किसी विशेष सिग्नेचर के लिए कितने पैटर्न मैपिंग होंगे 2 टू दी को पावर m को 2 टू दी पावर n से विभाजित किया जाता है या 2 टू दी पावर m माइनस n तो ये कई पैटर्न भी गोल्डन सिग्नेचर में मैप किए जाएंगे इसलिए हम गोल्डन सिग्नेचर में दोषपूर्ण बिट स्ट्रीम की संख्या के अनुपात के रूप में विश्लेषण करने की संभावना को परिभाषित करते हैं इसका मतलब है दोष जो कुल दोषपूर्ण सिग्नेचर की संख्या से कम हो रहे हैं अब मैंने कहा कि 2 टू दी पावर m माइनस n पैटर्न हैं जो एक सिग्नेचर में मैपिंग कर रहे हैं उनमें से एक गोल्डन सिग्नेचर भी है तो दोषपूर्ण सिग्नेचर की संख्या इस से 1 कम होगी जो कि सुनहरे सिग्नेचर में मैप होगी इसी तरह 2 टू दी से पॉवर m कुल इनपुट बिट स्ट्रीम है उनमें से एक अच्छा है तो 2 टू दी पावर m माइनस 1 दोषपूर्ण होगा इसलिए अलियासिंग की प्रायिकता इस से विभाजित होगी अब चूँकि m n से बहुत अधिक है यह 2 टू दी पावर माइनस n तक अनुमानित है जो m से स्वतंत्र है बस आप चेक कर सकते हैं 2 टू दी पावर m माइनस n में 2 टू दी पावर m माइनस 1 से विभाजित कर सकते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि m n से बहुत अधिक है तो आप इसे लगभग 2टू दी पावर m माइनस n के रूप में अनुमानित कर सकते हैं आप इस 1 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर m को अनदेखा कर सकते हैं यह 2 टू दी पावर माइनस n है तो हम 32 बिट्स LFSR का एक उदाहरण लेते हैं यदि n 32 है तो 2 टू दी पावर माइनस n कितना है 23 इन टू 10 टू दी पावर माइनस 10 तो यह संभावना है जिसके साथ कुछ गलती हो सकती है लेकिन यह अनिर्धारित हो जाएगा लेकिन 10 टू दी पावर माइनस 10 वास्तव में एक बहुत छोटी संख्या है अगर हम 64 बिट सिग्नेचर का उपयोग करते हैं तो 2 टू दी पावर माइनस 64 बहुत छोटा होगा तो इन नंबरों से हमें यह विश्वास मिलता है कि भले ही कुछ फॉल्ट होने की संभावना हो लेकिन संभावना बहुत कम है और यह तरीका बहुत अच्छा है और स्वीकार किया गया है यह मूल विचार है इसलिए मल्टी इनपुट सिग्नेचर रजिस्टर इस अवधारणा का सिर्फ एक विस्तार है क्योंकि जिस पद्धति पर हमने चर्चा की है वह केवल एक बिट स्ट्रीम को कंप्रेस करने में सक्षम है इसलिए यदि कई बिट स्ट्रीम कई आउटपुट हैं तो आपको हर आउटपुट के लिए एक ऐसे LFSR की आवश्यकता होती है तो आप कुछ मल्टी इनपुट सिग्नेचर रजिस्टर के लिए जाते हैं जिसे संक्षेप में MISR कहा जाता है MISR यहाँ हम सभी आउटपुट को एक LFSR में एक साथ कॉम्पैक्ट करते हैं कुछ गुण हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप प्रत्येक व्यक्तिगत इनपुट को अलग से कॉम्पैक्ट करते हैं सिग्नेचर की गणना करते हैं और अंतिम का XOR लेते हैं तो आपको अंतिम परिणाम प्राप्त होगा इसलिए यह साबित हो सकता है क्योंकि यह LFSR फीडबैक लीनियर है यह सुपरपोज़िशन सिद्धांत का पालन करता है और सुपरपोज़िशन सिद्धांत कहता है कि यदि हम एक बार में एक इनपुट लागू करते हैं और रिस्पांस देखते हैं और यदि आप सभी को एक साथ लागू करते हैं योग लेते हैं तो हम यह एक ही रिस्पांस होगी तो यह होता है एक MISR इस तरह दिखता है तो MISR टाइप 2 LFSR का एक संशोधित संस्करण है आप देख सकते हैं जहां हमने फ्लिप फ्लॉप के प्रत्येक जोड़े के बीच एक XOR गेट लगाया है लेकिन करैक्टरस्टिक पोलोनॉमिनल के आधार पर मैं इस फीडबैक बिंदु का उपयोग केवल कुछ XOR गेटो पर कर सकता हूं हो सकता है कि मैं इसे यहां यहां और यहां डाल दूं लेकिन ये 2यहां कोई संबंध नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हमने इस XOR गेट्स का एक अतिरिक्त इनपुट जोड़ा है जब मेरे पास टेस्ट के तहत एक सर्किट है मैं कुछ पैटर्न लागू कर रहा हूं कई आउटपुट हो सकते हैं जो एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं मैं उन्हें एक साथ इन पंक्तियों पर फ़ीड करता हूं और यह दिखाता है कि कैसे कॉम्पेक्शन कैसे होता है इसलिए संक्षेप में हमने विभिन्न तकनीकों को देखा कुछ प्रौद्योगिकियां वास्तव में हैं कुछ अन्य भी हैं पसंदीदा BIST विधि हमने देखी है कि LFSR आधारित पैटर्न जनरेशन और MISR आधारित कॉम्पेक्शन पाठ्यक्रम के ओवरहेड्स हैं आपको पैटर्न जनरेटर रिस्पांस कॉम्पेक्शन नियंत्रण सर्किट कॉम्पोटेटर आदि की आवश्यकता है लेकिन BIST के फायदे भी काफी अधिक हैं ताकि कई अनुप्रयोगों में कई चिप डिजाइन में आप BIST के साथ में जाना पसंद कर सकते हैं क्योंकि यह आपको बहुत अधिक सुविधा प्रदान करता है टेस्ट लागत में कमी स्पष्ट रूप से आप टेस्ट और डायग्नोज क्षेत्र में कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गति से टेस्टिंग कर सकते हैं आप सर्किट की क्लॉक फ्रिकवेंसी पर टेस्ट कर सकते हैं तो इसके साथ हम टेस्टिंग पर व्याख्यान की इस श्रृंखला के अंत में आते हैं धन्यवाद